सभी को नमस्कार आज हम जी आई एस विश्लेषण के अंतिम भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि जी आई एस विश्लेषण भाग 3 है जिसमें हम बफर विश्लेषण पर चर्चा करेंगे जो जी आई एस में उपलब्ध बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण या विश्लेषणात्मक उपकरण हैं मूल रूप से एक बफर विश्लेषण में आप इस बफर का किसी भी सदिश लक्षण के आसपास निष्पादन कर सकते हैं जैसे कि बिंदु रेखा या एक बहुभुज और यह खोज या उस क्षेत्र के विस्तार पर आधारित है जिसका हम परीक्षण करना चाहते हैं रेखीय डेटा के मामले में एक त्रिज्या पर बिंदु डेटा के मामले में चौड़ाई के साथ साथ बहुभुज डेटा अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है स्थानिक खोज कुछ मानदंडों या शर्तों पर आधारित है और विशेषताओं के विस्तार और इसकी परिकल्पना वस्तु के स्थानिक रूप से फैलने के रूप में कल्पना की जा सकती है अब यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जा सकता है या यह भी संभव है कि आप किसी विशेषता को बफर बना लें इन उदाहरणों में तीन सदिश विशेषताओं से बफर को विकसित की गई है जो त्रिज्या बन जाती है यह है इनपुट है जो एक उपयोगकर्ता देगा यह एक बिंदु डेटा और इस तरह से एक वृत्त बन जाता है जब दो आसन्न बिंदु होते हैं तो यह थोड़ा जटिल हो जाता है इसका मतलब है कि आप रेखीय डेटा के साथ यहां बिंदु को मिला सकते हैं एक पंक्ति को बफर करने के लिए आप चौड़ाई उपलब्ध कराते हैं और उस रेखा के आसपास बफरिंग की जा सकती है और बिंदु डेटा की तरह कभी कभी इन चीजों में बफरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है क्योंकि यहाँ प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत एक कारखाना या थर्मल पावर प्लांट हो सकता है और आप आकलन करना चाहते हैं प्रभावित क्षेत्र क्या है यदि आपको जानकारी है कि कितना क्षेत्र प्रभावित है तब आप कर रहे हैं उस बिंदु स्रोत के चारों ओर एक वृत्त या एक बफर बना सकते हैं सड़क की तरह रेखीय विशेषता के मामले में जैसे सड़क तंत्र या एक नदी और अगर आपके पास जानकारी हो कि प्रदूषण का विस्तार कितना होगा और मान लीजिए कि किसी सड़क को चौड़ा किया जाता है तो उस बफर में सड़क की कितनी लंबाई होगी इस तरह का विश्लेषण भी किया जा सकता है आपकी आवश्यकता के आधार पर बहुभुज के चारों ओर भी बफर बनाया जा सकता है जैसे किसी एक इमारत या कृषि क्षेत्र या एक खेल के मैदान के आसपास बनाया जा सकता है बिंदु बफ़र के मामले में यह काफ़ी सरल है एक बिंदु से होते हुए अनेक बिंदुओं पर एक दी गई त्रिज्या का बफर विकसित हो सकता है हालांकि अगर दो निकटम बिंदु हैं तो यह परस्परर्व्याप्त वृत्त बनेगा और मिले हुए वृत्त प्राप्त होंगे रेखा के मामले में संकल्पना यहाँ से शुरू होती है और यहाँ इनपुट विशेषता भी रेखीय है लेकिन जब हम इसकी चौड़ाई की बफ़र को समयोजित करते हैं तो नोड्स या एंटर नोड्स से होते हुए वृत्त बन जाते हैं और यहाँ किनारे महत्वपूर्ण होते हैं किनारों पर भी वृत्त बनाए जाते हैं और फिर ये रेखाएँ जुड़ी होती हैं और फिर बफर बनाया जाता है महत्वपूर्ण बात यह है कि दी गई चौड़ाई के अनुसार प्रत्येक स्थान की लंबवत दूरी समान होगी मान लीजिए कि आपने बारिश के आंकड़े लिए हैं कि कुछ तय दूरी तक यह क्षेत्र प्रभावित होंगे तो आप बिंदुओं को बाहरी बफ़र के बहुत करीब बना सकते हैं और इनका विलय भी कर सकते हैं जी आई एस में बफरिंग तकनीक इन्फ्यूजिंग एक्स्टेंडेड जी आई एस प्रक्रियाओं का एक अच्छा उदाहरण है सभी लोग धारा महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र के भरण दूरी की से अवधारणा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं यह एक विशेषता के चारों ओर वृत्त या संकेंद्रिय छल्ले को उत्पन्न करती है और इसलिए हस्तचालित मानचित्रण प्रक्रिया में एक समृद्ध विरासत है और इसी तरह सरल बफर का विभाजन ऊपर और नीचे के घटकों में महत्वपूर्ण हो सकता है यदि कोई सड़क पहाड़ी के ऊपर या नीचे जा रही है तो अन्य कारक भी इसमें सम्मिलित होंगे इसमें ये चीज़ें भी शामिल होंगी एक सरल बफर बजाय आप कुछ जटिल बफर बना सकते हैं लेकिन इस तरह की जानकारी बफर बनाने से पहले प्राप्त करना आवश्यक है जैसे एक सड़क इंजीनियर दो क्षेत्रों के बीच जमीन खिसकने के विभिन्न पहलुओं को देखता है एक पर्यावरण वैज्ञानिक सड़क के नीचे के भाग से तलछट और अन्य रसायनों के प्रवाह पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और वास्तव में अधिकांश बफर के भीतर विशेषताएं तथा स्थितियों के निमित्त विनियोग बाहर की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो जैसा कि आप जानते हैं कि बफर कैसे काम करता है आप के पास निश्चित दूरी हो सकती है और उस बफर को आप एक मान देते हैं और फिर बफर को मानचित्रण इकाई में यह मान देकर बफर बनाया जाता है यहाँ दिए में उदाहरण में बताया गया है कि एक पंक्ति के साथ बफर या निरंतर दूरी बफर को एक निश्चित दूरी के माध्यम से कैसे बनाया जाता है बफर को रेखीय विशेषताओं का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है जैसा की आप यहाँ देख सकते और आप विशेषताओं का उपयोग करते हैं जो आपके स्थानिक डेटा या विशेषता तालिका में उपलब्ध हैं यहाँ मैं इस 10 इकाई चौड़ाई वाली रेखा से होते हुए 30 इकाई चौड़ाई वाली रेखा का बफ़र को जानना चाहता हूँ और तदनुसार आउट्पुट को विकसित किया जा सकता है इसलिए दूरियाँ क्षेत्र के मान पर निर्भर करती हैं और यह क्षेत्र मान विशेषता मान हैं और इसी संचालन में विभिन्न बफर की चौड़ाई को लागू किया जा सकता है इस तरह की चीजें कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होती हैं अब बफ़र के अनुप्रयोग क्या हैं बफ़र का उपयोग किसी नदी या नदी के किनारे के कटाव की प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जा सकता है या कोई अन्य प्राकृतिक कारण या यह प्राकृतिक कारण भूस्खलन या भूकंप हो सकता है इनसे कितना क्षेत्र प्रभावित होगा यह भी देख सकते हैं पर्यावरण के मामले में यह प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण या बिंदु स्रोत प्रदूषण हो सकते हैं दूरसंचार में क्योंकि आजकल बहुत से मोबाइल टावर हैं और इन मोबाइल टावरों के संचालक यह जानना चाहेंगे कि एक टॉवर का प्रभाव कितने क्षेत्र में है वे संचार के लिए कमी नहीं चाहते हैं और इसलिए बफ़र की उत्पत्ति हुई है और फिर इससे पता चलता है कि आप एक टॉवर को छोड़ देते हैं सीधे दूसरे टॉवर पर चले जाते हैं ये बिंदु डेटा हैं और इनसे बिंदु बफ़र बनाए जा सकते हैं और फिर यहाँ परस्पर व्यापार होते हैं तब आप सम्पर्क को खोना नहीं चाहते हैं दूरसंचार कंपनियां अपने कवरेज में कमियों को जानने के लिए जी आई एस की बफर तकनीक का भी उपयोग कर रही हैं और बिजली उत्पादन में विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन में भी बफरिंग बहुत उपयोगी हो सकती है और यह यहाँ समाप्त नहीं हुआ है इसके बहुत अनुप्रयोग आने वाले हैं और भी विभिन्न विश्लेषण हैं जो हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल के उपयोग से कर सकते हैं जिसमें हमें कुछ निश्चित इनपुट उपलब्ध करने होते हैं और उस विश्लेषण को विसिबल एरीया या वीव शेड एनालिसिस कहा जाता है इसमें आप मूल रूप से आपके पास एक भू भाग होता है जो यहां दिया गया है और आपके द्वारा प्रदान किया गया इनपुट एक समायोजन होता है और इस ढलान का कितना हिस्सा इस बिंदु से दिखाई देगा और ढलान आपके बिंदु से कितना दिखाई नहीं देगा और इस तरह के विश्लेषण के अनुप्रयोग तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति कुछ चीजों के निर्माण के लिए जा रहा होता है और वे पता करना चाहते हैं है कि उसके बाद टॉवर आता है तो उस टॉवर से क्या दिखाई देगा विशेष रूप से यह वन प्रबंधन में उपयोगी है यह बिजली की तरों को बिछाने के मामले में भी उपयोगी है या लंबी दूरी के लिए बिजली के टॉवर और अगर यह बिजली की तारें ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से होकर जा रही है तब हम जानना चाहेंगे कि यह पहाड़ या पहाड़ी चट्टानें इसके लिए कितनी समस्या खाड़ी कर रही हैं और टॉवर यहाँ आना चाहिए या नहीं जैसा कि मैंने यहां बताया है मूल रूप से वीव शेड में यह देखा गया है कि यह किसी विशेष दृष्टिकोण से एक क्षेत्र की दृश्यता को निर्धारित करता है आपके पास एक बिंदु हो सकता है या आपके पास कई बिंदु हो सकते हैं और इनपुट परत में ऊंचाई मान शामिल होना चाहिए यहां मुख्य इनपुट डिजिटल एलिवेशन मॉडल है और वे निगरानी सुविधाओं के स्थान की योजना बनाने के लिए उपयोगी हैं जैसे फायर टावर ट्रांसमिशन की सुविधा और जैसे आजकल कोई रिसॉर्ट या एक पहाड़ या एक हिल स्टेशन विकसित कर रहा है तो वे यह जानना चाहते हैं कि यह निर्माण कब किया गया है होटल या होटल की तीसरी मंजिल या होटल की चौथी मंजिल की खिड़कियों से उनकी दृश्यता किस प्रकार की है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें लागत शामिल है और उन्हें अच्छा पैसा मिलता है क्योंकि अगर खिड़की से देखने पर दृश्य अच्छा है तो वे इस तरह के कमरे के लिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस तरह का विश्लेषण अब होटल प्रबंधन में भी किया जा रहा है विशेषकर नियोजन चरण में यह व्यापक रूप से उपयोगी हो गया है इस विश्लेषणात्मक संचालन में आख़िरी में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सम्पर्क संचालन में इसके उप संचालन मिल रहे हैं सम्पर्कता संचालन क्या हैं इसे हम देखेंगे एक सम्पर्कता संचालन जो उस क्षेत्र पर उन्हें संचित करके मूल्य का अनुमान लगाता है जिस क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जा रहा है यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है कि अगर पहाड़ी इलाकों में या बाढ़ क्षेत्र पर ज़्यादा मेहनत करके भी कम चलते हैं इसका मतलब है आप थकान को जमा कर रहे हैं इसलिए मान लीजिए पहले घंटे में आप 5 किलोमीटर चलते हैं लेकिन अगले घंटे में आप 5 किलोमीटर नहीं चल सकते आप शायद 4 किलोमीटर ही चल पाएँ और तीसरे घंटे में आप सिर्फ 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही चल पाएँ क्योंकि थकान संचित हो रही है इसी तरह प्राकृतिक प्रक्रियाओं में जैसे तलछट परिवहन या प्रदूषण फैलाना हो सकता है कि ये चीजें जमा नहीं हो रही हों लेकिन यह फैली हुई हैं लेकिन यह अवधारणा के पहलू से यह सम्पर्कता संचालन जैसा ही है जो उसी के रूप में मानों के जमा होने को समय के अनुसार इसका अनुमान लगाता है उस क्षेत्र पर जिसे प्रतिबंधित किया जा रहा है और इस सम्पर्कता संचालन की गणना करने के लिए कुछ ऐसे इनपुट हैं जिनकी आवश्यकता होती है पहले आपको निर्धारित तरीक़ों को निर्दिष्ट करना होता है जिस तरह से स्थानिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि यह सम्पर्कता प्रक्रिया और है इसलिए इसमें ढेर सारे अंतर्संबंध हैं दूसरा नियम है की आपने कौन से नियम या बाधाएं उपलब्ध कराई हैं जो ये सम्भावना देती है कि स्थानिक तत्वों के साथ होने वाली गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है और तीसरा नियम माप की इकाई है यदि आप इस अर्थ से सम्पर्कता के लिए जाते हैं कि ये तीन इनपुट तैयार होने चाहिए तो फिर आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं तो सम्पर्कता प्रक्रिया को विभिन्न श्रेणियों में समूहीकृत किया जा सकता है एक संस्पर्श प्रक्रिया है दूसरा निकटता प्रक्रिया जिसकी हमने बफर में चर्चा की है थिसेन बहुभुज जिसकी चर्चा हमने अंतर्वेसन तकनीकों के दौरान की थी सम्पर्कता प्रक्रिया में अगला प्रक्रिया है तंत्र प्रक्रिया फिर विस्तारण प्रक्रिया और अंततः तलाश प्रक्रिया सबसे पहले संस्पर्श प्रक्रिया को देखते हैं सन्निहित उपायों में विशेषता स्थानिक इकाइयों द्वारा जुड़ी हुई हैं हर जगह यह जुड़ा हुआ है यहाँ स्थानिक इकाइयों का एक मैदान है जिनमें एक या अधिक सामान्य विशेषताएँ होती हैं और इनका एक इकाई रूप का गठन करती हैं एक सन्निहित उपाय और फिर यहाँ एक सन्निहित क्षेत्र के आकार में हैं और पूरे क्षेत्र में एक सबसे छोटी और सबसे लंबी सीधी रेखा होगी हम यहां संस्पर्श प्रक्रिया के कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे जैसे यहां हमारे पास एक इनपुट मानचित्र है जो एक भूमि उपयोग मानचित्र है इसमें कुछ खास विशेषताएँ हैं मौजूद है जैसे यहाँ जंगल है और फिर यहाँ दलदल क्षेत्र है अब हम एक संस्पर्श प्रक्रिया में क्या रख सकते हैं हम कुछ शर्तें रख सकते हैं और फिर इनपुट डाल सकते हैं कि हम क्या देख खोज रहे हैं यह निर्धारित करने के लिए कि इस्तेमाल की जाने वाली भूमि इकाइयों का एक प्रकृति परिणाम है इसमें वन और नदी तंत्र शामिल होना चाहिए यहाँ भी वन नदियां और दलदल को शामिल करना चाहिए और यह शर्त रख सकते हैं कि न्यूनतम क्षेत्र 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए और यह 10 किलोमीटर से अधिक संकरा नहीं होना चाहिए यहाँ ये अड़चनें हैं और ये इनपुट में एक भूमि उपयोग मानचित्र है एक बार जब आप संस्पर्श प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और फिर इन सभी नियमों और इनपुट को डालें जो आपको इस क्षेत्र में मिला है और यहाँ इस क्षेत्र में दलदल सहित जंगल हैं और न्यूनतम क्षेत्र फल 400 वर्ग किलोमीटर और कोई खंड 10 किलोमीटर से अधिक संकरा नहीं है तो इसी तरह आप इससे आउट्पुट प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए आप उचित उपकरण चुनेंगे जो इनपुट को लाते हैं नियमों को लाते हैं और फिर इनका विश्लेषण करते हैं अब अगला सम्पर्कता प्रक्रिया निकटता प्रक्रिया है इस निकटता में माप इकाई शामिल है जो लंबाई यात्रा की दूरी जोकि समय या किसी अन्य इकाइयों में हो सकती है और इस तरह की गणना करने के लिए फिर से संस्पर्श प्रक्रिया में आपको कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है इनपुट सड़क तंत्र या भू जल का मानचित्र हो सकता है ये विषयगत इकाइयाँ हो सकती हैं और इकाई माप के अनुसार कि क्या आप परिणाम मीटर या सेकंड या किसी अन्य इकाई में चाहते हैं क्योंकि यहाँ समय भी सम्मिलित हो सकता है निकटता की गणना करने के लिए एक प्रक्रिया है अब इस निकटता की गणना कैसे की जाएगी उदाहरण के लिए यह दूरी हो सकती है और फिर परीक्षण का क्षेत्र निर्दिष्ट होना चाहिए है कि आप पूरे इनपुट मानचित्र पर या इनपुट मानचित्र के एक छोटे हिस्से में इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं इसके उदाहरण है भूजल अन्वेषण के साथ बफर क्षेत्र का निर्धारण कुओं और थिसेन बहुभुज का निर्माण और सभी हिल स्टेशनों में वर्षा या पीने के पानी के कुओं तक पहुंच का निर्धारण करना तो ये निकट विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे इस तरह से दूरी की गणना की जाती है क्योंकि दूरी निकटता की गणना करने के लिए एक प्रक्रिया है तो यह उदाहरण कुछ ऐसा है कि यह इनपुट मानचित्र है जबकि यहाँ एस का मतलब सोर्स है और प्रश्न चिह्न अपरिभाषित क्षेत्र के लिए है तो हम गणना कहाँ करेंगे क्योंकि यह फिर से यह रोइंग विंडो पर आधारित है जिसकी चर्चा हमने जी आई एस विश्लेषण के पहले भाग में की है केंद्रीय पिक्सेल के लिए मूल्यों की गणना की जानी चाहिए और यहाँ हमने भार को नियुक्त कर दिया है यदि केंद्रीय पिक्सेल अपरिभाषित है और निकट का कोई बिंदु हमें ज्ञात है तो पुनरवृत्तीय तरीक़े निस्पादक लागू करें और एक एक करके इस पूरे क्षेत्र में इसे लागू किया जाता है और केंद्र आपको यह दूरी मिलती है जो एक मीटर है क्योंकि यह स्रोत है तो इसलिए यहाँ की दूरी का मान शून्य आ रहा है जैसे जैसे आप स्रोत से दूर जाते हैं दूरी बढ़ती जाती है और जब आप विकर्ण रेखा के अनुसार दूरी की गणना करते हैं तब आप ऊपर या नीचे तथा पूर्व या पश्चिम दिशा में इसकी गणना करते हैं इस तरह से दूरी की गणना निकटता विश्लेषण में की जाती है जो एक प्रक्रिया और जो प्रक्रिया यहां बफर की तरह निकटता विश्लेषण में शामिल है उदाहरण के लिए शुरुआत में सड़क एकल पथ या द्वी पथ थी अब इसे चार पथ की बनाने का फैसला किया गया है यहाँ इनपुट कुछ ऐसा होगा जैसे कि इस चार पथीय सड़क के लिए कितनी चौड़ाई की आवश्यकता है और फिर मौजूदा सड़क तंत्र है और फिर मानचित्र पर भूमि विवरण है या जिसे राजस्व विभाग के माध्यम से पार्सल भूमि विवरण भी कहा जाता है उसे भी दिखाना होगा अब एक बार बफर को इसके मौजूदा सड़क के साथ बना लिया गया है अब आप जानते हैं किसकी कितनी जमीन है और उसके हिसाब से कितनी ज़मीन सड़क के नीचे से जाएगी फिर इसके लिए अनुमति क्षतिपूर्ति और अन्य चीजें उपलब्ध की जा सकती हैं इसी तरह का एक उदाहरण मैं यहाँ ले सकता हूं यहाँ आपको पता है कि खनिज क्षेत्र है या ये किसी रैखिक क्रम के अनुसार है सरकार ने इसे लीज़ पर देने का फैसला किया गया है इसलिए वे जानना चाहते हैं कि अगर यह क्षेत्र खनन के लिए दिया जाता है तो फिर कितना हिस्सा लीज़ पर दिया जाना चाहिए खनिज के लिए बफर कितना लंबा होगा यह खनन के लिए आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया है और किसकी भूमि लीज़ में दी यह आप राजस्व विवरण के हिसाब से बता सकते हैं और एक बार जब ये हो जाएगा तब आप इसका निर्धारण कर सकते हैं कि किसको कितना पैसा दिया जाना है तो यह वास्तव में इसका काफ़ी अच्छा अनुप्रयोग है इसका इस्तेमाल एक निकट विश्लेषण में उपगम्य मानचित्रण के लिए भी किया जा सकता है यहाँ एक पानी का कुआँ है जिसके लिए पानी को निकालना होगा यह एक सड़क तंत्र है यह एक जंगली इलाका है यह कृषि क्षेत्र हैं और यह दलदल है और यहाँ नदी भी है तो यह एक विशिष्ट अंतोपयोग परिदृश्य है यहाँ उपगम्य या निकट विश्लेषण में कुछ नियम हैं जैसे सड़क पर गति दो किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि मैदान पर गति एक किलोमीटर प्रति घंटे है हो और अगर किसी को जंगली क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो यह 07 किलोमीटर प्रति घंटा है इसके अलावा दलदल और नदी की स्तिथि को घोषित किया गया है जैसे यहाँ चलने की कोई सम्भावना नहीं है इसलिए ये दुर्गम क्षेत्र हैं और निश्चित रूप से यहाँ मापन की इकाई समय है और एक बार ये नियम और इनपुट मानचित्र उपलब्ध हैं तो यह मानचित्र जो बनाया गया है वो बताता है कि इस काले क्षेत्र में पानी के कुएँ तक 30 मिनट के भीतर पहुँचा जा सकता है यदि कोई इस काले क्षेत्र या इस काले बहुभुज में मौजूद है तो इस पानी के कुएँ तक 30 मिनट के भीतर पहुंच सकता है जबकि स्लेटी बहुभुज में यह 60 मिनट है और फिर 90 मिनट है चूंकि यह दलदली इलाका है और हमने माना है कि दलदल तक पहुँच जा सकता है और इसलिए इसे विश्लेषण से बाहर रखा गया है एक बार जब नियम उपलब्ध होंगे तब आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आप इन प्रक्रियाों से विभिन्न विश्लेषण कर सकते हैं अब एक और सम्पर्कता प्रक्रिया है तंत्र प्रक्रिया याद रखें कि जी आई एस का प्रारंभिक विकास या जी आई एस का आविष्कार तंत्र के लिए शुरू किया गया है इसलिए और जी आई एस का उपयोग बड़े पैमाने पर तंत्र से संबंधित चीजों के लिए किया जाता है और शुरुआत में सॉफ्टवेयर भी बहुत शक्तिशाली होते थे मुख्य रूप से तंत्र विश्लेषण के लिए है लेकिन अब इस समय वे हमारे अध्ययन डेटा के विश्लेषण के लिए बराबर शक्तिशाली हैं तंत्र प्रणाली में जो कि रैखिक विशेषताएँ से जुड़ी होती हैं जिनके माध्यम से संसाधन प्रवाहित होते हैं या संचार प्राप्त किया जाता है संसाधनों का प्रवाह जैसे यह एक प्राकृतिक नदी प्रणाली हो सकती है इसलिए संसाधन पानी हो सकते हैं तलछट हो सकते हैं या फिर प्रदूषक हो सकते हैं संचार एक सड़क तंत्र या एक विद्युत ग्रीड या एक सीवरेज तंत्र हो सकता है यहाँ संसाधन लोगों का आवागमन वितरण सेवाएँ एक तंत्र प्रणाली के माध्यम से संसाधनों की आवंटन वितरण हो सकते हैं और रेखीय आवागमन अन्य तत्वों और उनकी विशेषताओं से प्रभावित होती हैं अगर संसाधन एक सड़क तंत्र के माध्यम से आगे बढ़े चाहे द्विगामी या एकल गामी रास्ते से तो इस प्रकार की नियमों की सूचना की बहुत आवश्यकता है और फिर निश्चित रूप से आवागमन की स्तिथि लाल बत्ती परागमन क्षेत्र और फ्लाईओवर एक बहुत अच्छा तंत्र विश्लेषण प्राप्त करने के लिए इन प्रकार सूचना की आवश्यकता होगी आइये देखते हैं कि कौन से अन्य विवरण हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी तंत्र प्रक्रिया आमतौर पर विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान संसाधनों की आवश्यकता होती है और जी आई एस का उपयोग तंत्र विश्लेषण जैसे कि तंत्र भार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है यह मूल रूप से जुड़े हुए बिंदुओं या नोड्स के बीच सबसे छोटे मार्ग का निर्धारण करने या विशेषताओं के मूल्यों के आधार पर तंत्र के भीतर और अक्सर इसे एक मार्ग के अनुकूलन के रूप में संदर्भित किया जाता है आजकल इनका उपयोग उड़ान या टैक्सी संचालक या अन्य परिवहन प्रणालियों में या आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन दल या पुलिस या एंबुलेंस सेवाओं में किया जाता है विशेषता मान न्यूनतम दूरी की तरह सरल या कई विशेषताओं का उपयोग करने वाले मॉडल की तरह जटिल भी हो सकता है जिनमें शामिल हैं प्रवाह लागत की दर जिसको हम बहुत जल्द परिभाषित करने वाले हैं मार्ग संरेखण इष्टतम पथ सबसे छोटा पथ पहचान आवंटन समस्याएं और वितरण समस्याएं सुविधा प्रबंधन तंत्र विश्लेषण पर आधारित है विशिष्ट क्षेत्रों में अनुप्रयोगों से अनुमार्गण विश्लेषण के रूप में इष्टतम तथा सबसे छोटा रास्ता निर्धारित किया जा सकता है या संसाधनों के आवंटन और इससे जुड़े रैखिक सुविधाओं के समुच्चय के आधार पर क्योंकि तंत्र विश्लेषण में इनपुट एक तंत्र ही होना चाहिए चाहे सड़क तंत्र हो या एक धारा तंत्र एक नदी तंत्र या बिजली टेलीफोन सीवरेज का रेखीय तंत्र हो सकता है इनपुट के रूप में कम से कम एक तंत्र या दो आत्मनिर्भर तंत्र हो सकते हैं जिनकी विश्लेषण में आवश्यकता होगी तंत्र विश्लेषण में इनपुट के चार घटकों को आमतौर पर माना जाता है उदाहरण के लिए पहला संसाधनों का एक समुच्च है जैसे कि तलछट का प्राकृतिक रूप से पानी में होने वाला आवागमन या नदी तंत्र की स्तिथि भी एक संसाधन हो सकती है उदाहरण के लिए नदी के बहाव की प्रणाली एक गंतव्य जो यह जलविभाजक का निकास हो सकता है और फिर चौथे नियमों की प्रतिबद्धता है उदाहरण के लिए यह नियमों का एक समुच्च है इस मामले में यह केवल उच्च क्रम की स्थायी धारा है आप जानते हैं कि धारा के क्रम में विभिन्न क्रम प्रणालियाँ मौजूद हैं तो ज़ब धारा मूल रूप से रुक जाती है तो इसे हम पहले क्रम के रूप में मानते हैं फिर किसी परियोजना में दो धाराएं आम तौर पर मिलती हैं जिसे हम दूसरे क्रम पर मानते हैं उच्च क्रम का मतलब है कि हम पहले या दूसरे क्रम के लिए नहीं जा रहे हैं यहां हम 5 वें या 6 वें धारा क्रम की बात कर रहे हैं तो ये चार इनपुट हैं संसाधन तंत्र का एक समुच्च संसाधन कहाँ से संसाधन चलना शुरू करेगा एक गंतव्य जहां यह बाहर आएगा और फिर यह कैसे विचलन करेगा इनके साथ नियमों का समुच्चय भी उपलब्ध कराना होगा उदाहरण के लिए एक नदी तंत्र में तलछट का आवागमन और मार्ग अनुकूलन जैसे हवाई मार्ग समय सारणी या शहरी परिवहन सेवाएं नगर निगम जिले का उपखंड हो सकता है जिसको स्कूलों या अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं दी जा सकती है एक वन क्षेत्रों के उपखंड जिनको आपातकालीन स्तिथि में प्रभावी रूप से अग्निशमन दल द्वारा सुरक्षित किए जा सकते हैं ये वे चीजें हैं जो जंगल की आग के मामले में बहुत आवश्यक हैं जब भी जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए तंत्र विश्लेषण का उपयोग होगा तो यह निश्चित रूप से मदद करेगा विस्तारण प्रक्रिया दूसरा और अंतिम प्रक्रिया है विस्तारण प्रक्रिया जैसा कि अर्थ से प्रतीत हो रहा है विस्तारण प्रक्रिया ऐसी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करता है जो दूरी के साथ फैलता है या जिसका विस्तार होता है दूरी लंबाई यात्रा समय लागत की इकाइयों में व्यक्त की जा सकती है और विस्तारण प्रक्रियाों में निकटता और तंत्र प्रक्रियाों के मिश्रण की विशेषताएं होती हैं और जो घटनाएं जो दूरी के साथ एकत्रित होती हैं विस्तारण प्रक्रिया इनका मूल्यांकन करता है और इनका उपयोग एक जटिल सतह पर परिवहन समय या लागत की गणना के लिए किया जाता है और यह अपेक्षाकृत बीहड़ इलाके में चलते के समय का भी अनुमान लगता हैं जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि आपको समान भू भाग पर चलने के लिए अधिक समय लगता है इसका मतलब है जब आप एक समान सतह पर कुछ समय तक चलते हैं तो आप थकान जमा करते हैं और इसलिए आप कम चलते हैं विस्तारण प्रक्रिया में यह माना जाता है विस्तारण प्रक्रिया का उपयोग बाढ़ के मामले में भी किया जा सकता है इसका उपयोग जलाशय अनुरूपता के लिए भी उपयोग किया जाता है इन संचयी प्रयासों का परिणाम समय विस्तारण प्रक्रिया पर ये है और जब आप पहाड़ी पर ऊपर या नीचे अलग अलग गतिविधियां करते है तो एक स्थलाकृतिक ढलान इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और जब आप वास्तविक विश्लेषण करते हैं तब आप इस क्षेत्र के लिए इन बाधाओं को यहाँ जोड़ सकते हैं विस्तारण प्रक्रिया खदान उत्पादन के आकलन में भी लागू होता है जब आप जानते हैं कि ये खदान खुली या भूमिगत है खदान जितनी गहरी होगी उत्पादन उतना घट जाता है यदि आप आउट्पुट को बनाए रखना चाहते हैं या आप एक समान आउट्पुट चाहते हैं तो आपको अधिक संसाधन लाने होंगे क्योंकि दूरी और लागत का समायोजन हो रहा है और इसलिए संसाधनों को यहाँ लाना होगा और इसी तरह वायु की सतह और इसकी उप सतह में प्रदूषण का फैलना भी एक प्रकार का विस्तारण प्रक्रिया हैं लेकिन यह एक विपरीत अर्थ में होगा क्योंकि प्रदूषण की धाराएं हवा में फैलेंगी और इससे सान्द्रता कम हो जाती है और यह जमा नहीं हो पाएगा लेकिन यह ऐसा ही जैसा कि एक तरल पदार्थ के साथ होता है यह सतह पर या भूमिगत स्थिति में में इसमें बहाव हो सकता है इसका भी अनुमान लगाया गया है कि इस विशेष दूरी तक प्रदूषक को पहुंचने में कितना समय लगेगा चाहे यह हवा हो या सतह या उप सतह की स्थिति में हो और इसकी सान्द्रता क्या होगी लेकिन इससे पहले कि आपको इसकी आवश्यकता है और इस तरह की सतह की स्थिति में अगर कोई प्रदूषक की गतिविधि का अनुमान लगा रहा है तो इसमें बहुत सारे अन्य इनपुट की आवश्यकता होती है जैसे चट्टानों की चालकता क्या है जो उप सतह में मौजूद संरचनाएं कैसी हैं विस्तारण प्रक्रिया का यह विशिष्ट उदाहरण है जैसा कि मैंने यह भी उल्लेख किया है कि एक जलाशय निर्माण के कारण या बांध निर्माण से हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं तटबंध के टूट जाने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निर्धारण जिससे बढ़ से बचाव किया जा सके और बाढ़ का क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर इसे रोका जा सकता है लेकिन जब इन तटबंधों में बहुत सारा पानी आ जाता है तब बाढ़ का बचाव करना मुश्किल हो सकता है यदि एक नदी से लगा हुआ साथ एक तटबंध टूट जाता है तब कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि बाढ़ के कारण तटबंध के टूटने के कारण नए क्षेत्र इससे ग्रसित हो जाते हैं लेकिन जी आई एस का उपयोग करके हम अनुमान लगा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है प्रदूषण का विस्तारण भी इसका एक उदाहरण है और योजना या नहर के निर्माण के दौरान जब प्रत्येक मीटर के साथ लागत के बढ़ाने लगेगी क्योंकि जब इस नहर की लंबाई बढ़ रही है तो अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी जो कि अधिक लागत के रूप में दिखायी देगा विस्तारण प्रक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें जलाशय अनुकरण या बांध अनुकरण के लिए आपके पास जी आई एस सॉफ़्टवेयर में एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल है आप एक बांध की ऊंचाई या जल स्तर का मान देकर बांध अधिगम बना सकते हैं और फिर आप यह देखना चाहते हैं कि इससे नदी के ऊपरी क्षेत्र में कितना क्षेत्र ग्रसित होगा जैसे इस उदाहरण में यह डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जिसे यहां समुच्चों के रूप में दिखाया गया है जल स्तर प्लस है 290 मीटर इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर और इस बांध का अधिगमन और एक बार जब आप विस्तारण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं या कुछ अन्य उपलब्ध उपकरण जैसे कि प्रोफाइल एक्सट्रैक्टर आप कट और फिल उपकरण का भी उपयोग कर सकते हैं विशेष रूप से फिल का उपयोग कर सकते हैं और यह अनुमान लगा सकते कि कितना यदि यह जलाशय अस्तित्व में आता है तो नदी के ऊपरी क्षेत्र में हम एक बार में पानी की कितनी मात्रा को संग्रहित कर पाएँगे नदी के ऊपरी क्षेत्र में कुल क्षेत्र जो ग्रसित होगा वो कितना हो सकता है मान लीजिए कि आप पानी की अधिक मात्रा की तलाश में हैं जिसका भी अनुकरण किया जा सकता है जैसे कि मुझे अधिक मात्रा में पानी चाहिए तो आपको इस बांध की ऊँचाई को बढ़ाना होगा अगर मैं इसे 290 मीटर के बजाय 5 मीटर और बढ़ता हूँ तो यह 295 मीटर हो जाता है तब इससे और भी ज़्यादा क्षेत्र ग्रसित होगा है और फिर नदी के ऊपरी क्षेत्र में आपके पास पानी की अधिक मात्रा में उपलब्ध है और अब यहाँ इस बड़े क्षेत्र का नवीनीकरण हो जाएगा अभी जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया है अभी तक इसमें जी आई एस को छोड़कर कोई भी लागत शामिल नहीं है यदि आप इतनी मात्रा से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस जलाशय का स्थान बदल भी सकते हैं या बांध का अधिगमन आप नदी से थोड़ा नीचे की ओर जा सकते हैं और फिर से शुरू करके इसका अनुकरण करने के बाद जब एक बार आवश्यक मात्रा हासिल कर लें तब इसके बाद आप इसे अंतिम रूप दे सकते हैं एक और इस विशेष बात इस उदाहरण में यह है कि इसमें बाँध का अनुकरण दिखाया गया है यह बाँध का अधिगमन सीधा होना अनिवार्य है बहुरेखीय या दो खंडों के बीच घुमावदार आकार या किसी कोण का होना आवश्यक नहीं है और ऐसे भी एक बाँध का अनुकरण किया जा सकता है एक बार जब आप बांध के अधिगम के लिए एक रेखा खींच लेते हैं तो आप उस के उन्मुखीकरण को बदलने के लिए एक बार घुमाएं या इसे स्थानांतरित करें ये सभी चीजें संभव हैं एक बार जब आपने यह तय कर लिया है कि यह अंतिम स्थान है और यह तो कुछ भी नहीं है यहाँ आप ऊंचाई निर्दिष्ट करते हैं फिर बाढ़ग्रसित क्षेत्र का अनुकरण करते हैं यह बहुत ही उपयोगी है और न केवल योजना के लिए या किसी जलाशय के योजना चरण में बल्कि आप इसे भू जल पुनर्भरण के लिए भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आप इससे आकलन कर सकते हैं कि मौजूदा जलाशय का कितना पानी भू जल पुनर्भरण के लिए उपलब्ध है यदि उस क्षेत्र में एक समान आकार का जलाशय पहले से ही मौजूद है तब आपके पास पहले से इसकी जानकारी है कि मौजूदा जलाशय से इस क्षेत्र में कितना भूजल पुनर्भरण से लाभान्वित होगा कई अनुप्रयोगों में एक विस्तारण प्रक्रिया विशेष रूप से एक बांध या जलाशय का अनुकरण के लिए बहुत उपयोगी है यह तटबंध का उदाहरण है इस विशिष्ट उदाहरण में यह ऊंचा क्षेत्र बांग्लादेश का हिस्सा है और वहां आप जमीनी झील या लंबाई वाले हिस्से समुद्र से कुछ मीटर ही अधिक हैं यदि कोई तटबंध विफल हो जाता है तो आपको कुछ ऐसा परिदृश्य देखने को मिलेगा हर जगह फैलने के बजाय जो ठीक नहीं हो सकता है एक बार आपने फैसला कर लिया है चूंकि यह तटबंध की विसफलता जलाशय कि विफलता जैसा है तो यहाँ यह विशेषता इनपुट के रूप में आएगी एक बार जब यह जानकारी मिल जाती है तब आप इसका अनुकरण कर सकते हैं और आप वास्तव में कुछ भी होने से पहले पता चल जाएगा कि पानी की मात्रा कितनी है और कितना क्षेत्र प्रभावित होगा यहाँ यह एम 3 है और यह एम 2 है सम्पर्कता विश्लेषण इसमें अंतिम प्रक्रिया है जो प्रक्रियाों की तलाश करता है यह एक और है बहुत उपयोगी प्रक्रिया है जिसे आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल और कुछ अन्य सिद्धांत जैसे सतही जल विज्ञान में उपयोग कर सकते हैं खोज प्रक्रिया एक या एक से अधिक निर्दिष्ट निर्णय नियमों का उपयोग कर इष्टतम मार्ग बताता है और यह प्रक्रियाएँ को एक या अधिक निर्णय नियमों के अनुपयुक्त होने तक दोहराया जाता है जल प्रवाह का निर्धारण राजमार्ग नियोजन डिजिटल एलिवेशन मॉडल इसके विशिष्ट उदाहरण हैं जब हम सतही हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करते हैं तब हम स्वचालित प्रवाह पथ को वयुत्पन्न कर सकते हैं कि पानी कैसे बहेगा यह एक खोज प्रक्रिया है और यह इसे कैसे निर्धारित किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया को एक या अधिक निर्णय नियम लागू होने तक दोहराया जाता है यह निर्णय नियम पर आधारित है जो सतही हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग की अवधारणा के माध्यम से आएगा और इसका इनपुट है डिजिटल एलिवेशन मॉडल है और फिर आप स्वचालित रूप से क्षति तंत्र बना सकते हैं और इस धारा में जल विभाजक की सीमाएं भी हैं जिसे हमने हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग का उपयोग करके बनाया है यह जी आई एस विश्लेषण के तीसरे भाग का अंत है